कोणिक अनुभाग XII सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 2 और व्याख्यान संख्या 20 में हैं इसमें हम कॉनिक अनुभागों को पूरा कर रहे हैं कोण पर एक कोनिकल हेलिक्स का निर्माण कैसे करें इसलिए यदि हम एपेक्स से आधार तक कोण के चारों ओर एक रस्सी या धागे को घुमावदार कर रहे हैं तो हमें जो ज्यामितीय वक्र मिलता है उसे कोनिकल हेलिक्स कहा जाता है उदाहरण के लिए आइए हम बेस 70 मिमी और ऊंचाई 90 मिमी के कोण के आसपास घुमावदार कोनिकल हेलिक्स को देखें और इसने एक क्रांति को आधार से शुरू करके सभी को शीर्ष पर पहुंचा दिया है तो यह करने के लिए कि सबसे पहले हमें ललाट दृश्य में एक कोण का निर्माण करना होगा जिसे हम त्रिकोण के रूप में प्राप्त करेंगे सबसे पहले हमें आवश्यक आधार और ऊंचाई के त्रिकोण का निर्माण करना होगा किसी एक दृश्य में अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो यह एक सर्कल की तरह दिखता है इसलिए एक विचार वह सर्कल है जिसे हमें उसी व्यास का निर्माण करना है फिर सर्कल को 8 बराबर भागों में विभाजित करें उन्हें संख्या दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उसके बाद इस कोण की ऊँचाई को P से ऊँचाई h में 8 बराबर भागों में विभाजित करें यह भी 8 क्षैतिज भागों को वहाँ तक खींचकर 8 बराबर भागों में विभाजित करता है फिर उन्हें बिंदु 1 2 3 से 8 तक संख्या दें अब इन लेबलों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 का चक्र कोण पर रेखाएं उत्पन्न करने वाली रेखाओं का विस्तार करें तो ये कोण की उत्पन्न लाइनें कहलाती हैं तो आइए हम एक विशेष रेखा पर विचार करें हम इस बिंदु पर एक जनरेटर का निर्माण करना चाहते हैं हम 3 लाइनों को 5 तक बढ़ाते हैं जिस स्थान पर यह आधार को काटने जा रहा है वह बिंदु को चोटी या शीर्ष से जोड़ता है इसलिए यह वह तरीका है जिससे हम जनरेटर का निर्माण करेंगे इसी तरह दो बिंदु से उस बिंदु तक उस बिंदु से 8 एपेक्स तक अगर हम एक और जनरेटर जोड़ रहे हैं जो हम निर्माण कर सकते हैं इसी प्रकार 1 से 7 तक फैली एक रेखा इस कोण को इस आधार पर काटती है इस आधार को 8 से जोड़ती है सबसे पहले हमें कोण के जनरेटर का निर्माण करना होगा और उस कोण पर समान संख्या में विभाजनों का निर्माण करना होगा एक बार यह हो जाने के बाद हम फ्रंटल के दृश्य में इस कोण के चारों ओर बिंदुओं या घुमावदार रस्सी का निर्माण करेंगे इसलिए इस दृश्य को देखते हुए हम P स्तर पर एक बिंदु बनाने के लिए इस 8 बिंदु का विस्तार करते हैं यदि हम इस 1 समान विभाजन के चौराहे पर जा रहे हैं और एक रेखा जो 1 बिंदु से गुजर रही है जो एक बिंदु बनाने जा रही है P1 एक बार जब यह दूसरे से किया जाता है तो एक पंक्ति और एक क्षैतिज रेखा का विस्तार करें जहां यह पॉइंट पी 2 का पता लगाने के लिए जा रहा है 3 पर उत्पन्न होने पर क्षैतिज रेखा P3 इसलिए यह वह रेखा है जहां यह इंटेरसेक्टिंग करने जा रहा है ताकि इसे बढ़ाया जा सके ताकि हम एक और बिंदु P3 बनाने जा रहे हैं इसी तरह P4 जहां 4 वें है और इंटेरसेक्टिंग पर जाने वाली एक लाइन उत्पन्न करता है 5 वीं जनरेटर लाइन इस बिंदु से होकर गुजर रही है और 5 वीं एक इंटेरसेक्टिंग बिंदु है तो हम उस तरह से निर्माण करेंगे हम अंक P1 2 3 4 5 6 7 8 का पता लगाते हैं इसलिए शीर्ष एक के लिए हमें हमेशा जनरेटर लाइन और एक जनरेटर पर बनाए गए समान विभाजन को काटना पड़ता है तो जनरेटर में से एक द्वारा बनाया गया समान विभाजन यह जनरेटर लाइन 1 के साथ एक प्रतिच्छेद है तो इस तरह से हम इन सभी स्टॉप पॉइंट का निर्माण करेंगे एक बार जब स्टॉप पॉइंट बना दिए जाते हैं तो हम P1 P2 P3 P4 से गुजरने वाला एक फ्रीहैंड स्केच बना सकते हैं यह वह तरीका है जिससे हम शीर्ष पर एक कोण घुमावदार एक कोण हेलिक्स का निर्माण करते हैं नीचे के दृश्य के लिए भी यदि हम P से लम्ब रेखा छोड़ते हैं तो यह इस बिंदु पर पहली पंक्ति को इंटरसेक्ट करने जा रहा है उस पहले बिंदु P1 का पता लगाएं जनरेटर लाइनों में से एक से इस पी 2 को बढ़ाएं एक बार जब यह केंद्र से किया जाता है तो एक चाप बनाएं जो इस बिंदु को 2 के रूप में कॉल करने जा रहा है पी 3 के लिए एक सीधा भी छोड़ दें ताकि यह पी 3 को कॉल करने के लिए जा रहा है कि पी 3 पी 4 के लिए एक पंक्ति को छोड़ दें उस बिंदु P4 के रूप में कॉल को इंटरसेक्ट कर रहा है इसी प्रकार बिंदु P5 से इसे नीचे की ओर बढ़ाएं यह वहां पर अंतर करने जा रहा है इसलिए P6 को कॉल करें P6 के लिए जनरेटर से एक लाइन को सभी तरफ से समान त्रिज्या से समाप्त करने के लिए O से इस बिंदु तक एक चाप बनाएं P6 P7 का विस्तार करें रेखा उस बिंदु पर इंटरसेक्ट करने जा रही है इस तरह हम बिंदु दृश्य में P1 P2 P3 का निर्माण करेंगे फिर इन बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा खींचें यह शीर्ष दृश्य से तरीका है जैसे शंक्वाकार हेलिक्स दिखता है आइए हम एक ग्राफिकल शीट पर इन चरणों को करते हैं सबसे पहले हमें 70 मिमी व्यास के एक सर्कल का निर्माण करना होगा तो 35 मिमी 0 35 मिमी के बिंदु का पता लगाएं आइए हम पैमाने का विस्तार करें ताकि हम उस सर्कल के लिए एक टेनजेंट बना सकें इसके समानांतर हमें समानांतर लाइनों के निर्माण के लिए आगे बढ़ना होगा इसी तरह एक और समानांतर रेखा को ऊपर खींचें किसी भी आधार से इन पंक्तियों पर शीर्ष का पता लगाएँ हमें आधार रेखा से जुड़ने दें तो हम इसे कोण आधार बनाते हैं हमें कोण के लिए ऊंचाई 90 मिमी 90 मिमी का पता लगाना होगा कोण के विचारों में से एक का निर्माण करने के लिए इन समापन बिंदुओं से जुड़ें जो एक त्रिकोण की तरह दिखता है अब इस कोण की तिरछी चीज़ को बराबर भागों में बाँट लें आइए हम इस अनुमानित रेखा को समान भागों में उपयोग करें कम्पास का उपयोग करें 8 समान विभाजन बनाएं 1 2 3 4 5 6 वां 7 वां और 8 इन बिंदुओं को नाम दें 1 2 3 4 5 6 7 8 अब उस निर्माण के समानांतर उस कोण के शिखर या शीर्ष के साथ पहले अंतिम बिंदु में शामिल हों इसलिए हमें समानांतर रेखाओं की आवश्यकता है ताकि अन्य विभाजन रेखाएं हम इसे बनाने की स्थिति में हों एक समानांतर रेखा खींच सकें अब इनका नाम 1 2 तीसरा बिंदु 4 5 6 7 और 8 वां बिंदु रखें 8 विभाग किए जाते हैं अब सर्कल को 8 बराबर भागों में विभाजित करें 4 भाग किए जाते हैं दोनों तरफ 45 ° कोण का पता लगाएँ इसे एक लाइन से जोड़ दें अब उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नाम दें जो इन बिंदुओं के लिए लंबवत गुजरती है जो इस 1 बिंदु 3 बिंदु को जोड़ रहा होगा इसलिए यह इस बिंदु पर अक्ष को काट देता है इसी तरह इस रेखा के साथ 2 से 6 तक का विस्तार करें इसी तरह 1 और 7 वें बिंदु का विस्तार करें अब इस कोण पर 1 2 3 से गुजरने वाली क्षैतिज रेखाएँ खींचें तो ये वे लाइनें हैं जो जेनरेट्रिक्स को इंटरसेक्ट करने जा रही हैं अब इस जेनरेट्रिक्स के लिए इंटरसेक्ट बिंदुओं का पता लगाएं तो पहले एक इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है शीर्ष के साथ जुड़ें इसी तरह 5 से एक बिंदु से जुड़ें 8 अब 8 से P के लिए इंटरसेक्ट बिंदु P है इसलिए हम लाल रंग की स्याही का उपयोग करें पहला बिंदु जो P दूसरा बिंदु जहां ये जेनरेट्रिक्स क्षैतिज रेखा इंटरसेक्ट है P1 है इसी तरह P 2 पर जेनरेट्रिक्स और यह लाइन क्षैतिज एक इंटरसेक्टिंग है 3 को विस्तारित करें जो 3 को इंटरसेक्ट करने जा रहा है इन P 3 पर इन जेनरेट्रिक्स इंटरसेक्टिंग के माध्यम से जाता है इस P 4 पर जेनरेट्रिक्स चौराहों के माध्यम से 4 वीं लाइन 5 वीं पंक्ति फिर से यहां इंटरसेप्ट करती है 6 वीं एक इस के माध्यम से गुजरती है बिंदु P6 और 7 वीं पंक्ति यह इस जेनरेट्रिक्स से होकर गुजरती है और 8 वीं इस जेनरेटर मैट्रिक्स P8 से होकर गुजरती है अब इन लाइनों को एक फ्रीहैंड कर्व से जोड़ दें जब एक कोण के चारों ओर एक रस्सी डाली जाती है तो उस रस्सी का अगला भाग दिखाई देगा जबकि यह कोण के पीछे की ओर घुमावदार है यह पहले मोर्चे पर अदृश्य होगा हालांकि यह वहां है जो हमारे लिए अदृश्य है तो इस तरह की लाइनें अदृश्य चीजें हैं लेकिन फिर भी वर्तमान में हम इसे धराशायी लाइनों द्वारा दिखाते हैं तो हमें कनेक्ट करें P 4 के बाद से यह वापस चला जाता है और हवा की कोशिश करता है इसलिए हम इसे धराशायी रेखा से दिखाते हैं इसलिए धराशायी रेखा उसी से गुजरती है अब एक रंग बनाते हैं इसलिए हमारा शंक्वाकार हेलिक्स ललाट दृश्य पर उस तरह से दिखता है तो हम करते हैं कि वक्र के नीचे के भाग के लिए भी शीर्ष दृश्य से अगर हम इस दिशा में शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो उस विमान पर उस हेलिक्स हवा हमें कैसे आकर्षित करती है तो चौराहे के बिंदु इस P 1 P 2 P 3 P 4 और इतने पर हैं इसलिए प्रोजेक्शन अनुमान जो हम यहां लाने जा रहे हैं वह इन सबसे अधिक बिंदुओं से होकर गुजरता है तो हमें समानांतर ले जाने के लिए हमें इस प्लेन इंटरसेक्ट P1 के समानांतर ले जाने के लिए पहले जेनरेट्रिक्स यहाँ लाल रेखा द्वारा स्थित करें तो पहला बिंदु यहाँ फिर से P है यह एक P1 है बस हमें इस P1 के लिए उपयोग करें दूसरा वह जो जेनरेट्रिक्स से होकर जाता है तो 2 के समानांतर ले जाएं इसे क्षैतिज रेखा पर बना दें जहां से एक चाप बनाने के लिए दूसरे पर चाप बनाने के लिए कम्पास ले रहा है यहां कहा जाता है कि एक पी 2 अब 3 के समानांतर चलें यह यहाँ पर है जिसे बिंदु P3 कहते हैं इसी तरह इस चौथे के समानांतर से गुजरें यह यहाँ 4 पर प्रतिच्छेद करता है इसलिए हमें P4 कहते हैं इसी तरह 5 के समानांतर यह इस बिंदु P5 पर इंटरसेक्टिंग है 6 के लिए फिर से यह इस बिंदु से गुजरता है हालाँकि हम सटीक माप चाहते हैं जो 6 के समानांतर हो रहा है इसलिए हम क्षैतिज एक को काटते हैं इस बिंदु की दूरी को उस अक्ष पर मापते हैं इस बिंदु को P6 के रूप में कनेक्ट करें P7 यह 7 से होकर गुजरता है यह इस बिंदु को इस P7 और P8 को कॉल करता है अब इनसे जुड़ें क्योंकि हम उस दिशा में शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं इसलिए पूरी पंक्ति दिखाई देगी इसलिए इस दृष्टिकोण पर यह ऊपर से एक निरंतर रेखा होगी जिसे हम देख रहे हैं मैं इसे इस क्षैतिज विमान पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो एक चिकनी मुक्तहस्त वक्र से जुड़ें जो P 4 P 5 P 6 P 7 और P 8 से गुजरता है अब इसे पूरी तरह से एक निरंतर वक्र से मिलाएं एक चिकनी वक्र प्राप्त करने के लिए हम फ्रांसीसी घटता का उपयोग कर सकते हैं तो इसे हम शंक्वाकार हेलिक्स कहते हैं यहां इसने एक क्रांति कर दी कुछ मामलों में यदि हम कई और क्रांतियाँ कर रहे हैं तो एक समान प्रक्रिया का पालन करना होगा एक क्रांति के बजाय अगर दो क्रांतियां गुजर रही हैं तो हम इस वक्र को दो और क्रांतियों तक बढ़ाकर कई और भागों में विभाजित करके आसानी से इसे जोड़ने जा रहे हैं इसके साथ हम शंक्वाकार खंडों को बंद कर रहे हैं अगली कक्षा में हम इन अनुमानों के बारे में अधिक जानेंगे एक ऊर्ध्वाधर विमान क्या है एक क्षैतिज विमान क्या है सामने के दृश्य में किसी चीज़ को कल्पना कैसे करें शीर्ष दृश्य के रूप में कुछ साइड व्यू के रूप में कुछ और इन विचारों की दिशात्मकता अगली कक्षा में मिलते हैं